नमस्कार इस व्याख्यान में यह फिर से गतिविधि की निगरानी पर दो भाग का व्याख्यान होगा पहला भाग गतिविधि की निगरानी की मूल बातों पर ध्यान केंद्रित करेगा जैसे हम क्या करने जा रहे हैं इसकी आवश्यकता क्यों है और दिन में गतिविधि की निगरानी के लिए क्या आवश्यक है दिन के जीवन के लिए या शायद विशेष परिदृश्यों में और अंत में इस व्याख्यान के दूसरे भाग में जो मुख्य रूप से एक केस स्टडी है एक प्रदर्शन देगा जिसमें एक साधारण नेटवर्क आधारित डेटा एग्रीगेटर का छोटा प्रदर्शन होता है जिसका उपयोग विभिन्न गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जा सकता है इसलिए डेटा को स्मार्टफोन से उत्पन्न किया जा रहा है और नेटवर्क पर दूरस्थ सर्वर पर भेजा जा रहा है इसलिए हमने एक छोटा सा ऐप विकसित किया है जो विभिन्न मानवीय गतिविधियों को उत्पन्न करता है या उन पर कब्जा करता है जो वास्तव में गतिविधियाँ नहीं करता है यह मानव गतिविधियों के दौरान विभिन्न सेंसर व्यवहार को पकड़ता है मान लीजिए कि एक व्यक्ति चल रहा है वह बोल रहा है शायद वह व्यक्ति लड़ रहा है या कोई दुर्घटना हो रही है और इसी तरह सेंसर मूल्य विशेष रूप से स्मार्टफोन सेंसर को बदलते रहते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं या केस अध्ययन में हम स्मार्टफोन सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हमने स्मार्टफोन में इनबिल्ट सेंसर लिए हैं इसलिए उन संवेदी मूल्यों को नेटवर्क पर रिमोट सर्वर पर प्रेषित किया जाता है जहां उनका उपयोग सामान्य गतिविधि मॉनिटरिंग फॉल डिटेक्शन से लिए जाने वाले अनुप्रयोगों की भीड़ के लिए किया जा सकता है आप एक मानक एक्सीलरोमीटर या इमो आधारित सेंसर जो छोटे प्रोसेसर बोर्ड पर लगे है जैसे ऑफ़लाइन गैर स्मार्टफोन सेंसर का भी उपयोग कर सकते हैं और उसी ऑपरेशन को उन सेंसर के लिए भी किया जा सकता है तो ये चीजें इस गैर स्मार्टफ़ोन आधारित गतिविधि पर नज़र रखती हैं उन्हें सामान्य नाम वियरेबल्स दिया गया है तो आपने वियरेबल्स के बारे में सुना होगा आपके पास फिटबिट एक्टिविटी ट्रैकर्स हैं यह एक छोटी घड़ी के रूप में है यह पतली है और एक घड़ी से भी पतली है आप इसे पहनने के लिए चार्ज करें और अपनी दैनिक गतिविधियों के बारे में जाने तो ये कुछ बुनियादी विचार हैं जो इस केस स्टडी में चर्चा करेंगे इसलिए ये पहनने योग्य सेंसर आजकल बहुत लोकप्रिय हो गए हैं यह कई कारणों से पहले और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुत कुशल हैं दूसरा वे कम बिजली की खपत करते हैं तीसरा वे विश्वसनीय डेटा उत्पन्न करते हैं ताकि आपकी गतिविधियों को सही तरीके से ट्रैक किया जा सके इसलिए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा क्षेत्र चाइल्डकैअर बुजुर्ग देखभाल मनोरंजन उद्योग सुरक्षा और इसी तरह के कई अनुप्रयोगों को पाया है तो ये सेंसर मानव की शारीरिक गतिविधियों की निगरानी में मदद करते हैं और आपकी शारीरिक गतिविधियाँ न केवल दैनिक गतिविधियों तक सीमित हैं इसलिए लोग कह सकते हैं कि अगर आपकी निगरानी मेरी गतिविधियों को ट्रैक कर सकती है तो मैं क्या कर रहा हूं आप ट्रैक कर सकते है इसलिए मैं नेटवर्क पर उन प्रकार के डेटा को साझा करने में सहज नहीं हूं इसलिए हाँ डेटा की सुरक्षा के संबंध में गोपनीयता के बारे में विभिन्न मुद्दे हैं लेकिन हम यहाँ उन मुद्दों से नहीं निपटेंगे इसलिए एक के बाद एक हमें मेडिकल चाइल्डकैअर बुजुर्गों की देखभाल मनोरंजन की सुरक्षा जैसे बुनियादी ढांचे से गुजरना चाहिए यहां तक कि वे कौन से अनुप्रयोग हैं जो गतिविधि मान्यता के उपयोग के निहितार्थ हैं इसलिए आम तौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में कल्पना कीजिए कि एक मरीज अस्पताल में भर्ती है और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत ही नाजुक रोगी है उसे खुद को या खुद को राहत देने के लिए वॉशरूम जाने की जरूरत है और ऐसा करते समय रोगी नीचे गिर जाता है इसलिए आम तौर पर किसी अंजान जगह में रोगी को खोजने में थोड़ी देर हो सकती है तो नीचे गिरने के बाद इस तरह की चोट या इस अवधि से बचने के लिए इस पुनर्प्राप्ति अवधि को गतिविधि ट्रैकर्स का उपयोग करके बड़े पैमाने पर कम किया जा सकता है मान लीजिए कि मरीजों को छोटे एक्टिविटी ट्रैकर के साथ ब्रेसलेट पहनने के लिए बनाया गया है जो मरीजों के गिरने का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित हैं या शायद वे आपके पल्स रेट हार्टबीट और इतने पर बायोमेडिकल मापदंडों में बदलाव का पता लगाते हैं इसलिए ये अब बाजार में उपलब्ध हैं और सामूहिक रूप से इन्हें वियरेबल्स कहतें हैं आपके पास एक्टिविटी ट्रैकर्स के साथ स्मार्ट वॉच हैं आपके पास स्टैंडअलोन एक्टिविटी ट्रैकर्स और इसी तरह के अन्य हैं इसलिए चिकित्सा क्षेत्र में यह बच्चों की देखभाल में रोगियों की निगरानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है यदि आपका बच्चा सड़कों पर खेल रहा है यदि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं यदि आपका बच्चा गिरता है या कोई दुर्घटना हुई है स्वचालित रूप से प्रणाली माता पिता को सचेत करेगी कि बच्चा चोट या दुर्घटना से पीड़ित है है फिर जैसा कि हमने पहले बुजुर्ग देखभाल के लिए इसे कवर किया है यह लगभग विअरेबल के चिकित्सा उपयोग के समान है इसलिए अपने घर के बुजुर्ग लोगों को छोटे गतिविधि ट्रैकर्स पहनने की कल्पना करें ये बहुत छोटे हैंजो सबसे अच्छी चीज़ है इसलिए वहां भी लोग शायद ही नोटिस करते हैं इसलिए वे अतिरिक्त रूप से बिजली खपत नहीं करते है इसलिए एक बार जब आप चार्ज करते हैं तो यह तीन दिनों चार दिन तक जारी रहेगा तो बुजुर्ग देखभाल में आप इन गतिविधि निगरानी अनुप्रयोगों का उपयोग कर सकते हैं मनोरंजन उद्योग में आपने विभिन्न वृत्तचित्र देखे होंगे या आपने उन एक्शन फिल्मों को देखा होगा जहां नायक कई और खतरनाक स्टंट करता है तो आपने महसूस किया होगा कि इनमें से कुछ ऐसी हैं जिन्हें CGI के रूप में जाना जाता है तो वास्तव में CGI में आप हरे रंग की स्क्रीन के सामने खड़े होते हैं जो कैमरों के सामने विभिन्न गतिविधि पर नज़र रखता है जो आपकी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है और आपके शरीर पर कुछ हाइलाइट किए गए बिंदु या मार्कर होते हैं और इनका उपयोग क्या गतिविधि कर रहे है यह पता लगाने के लिए करते है और इसलिए यह एक बदलते दृश्य के साथ एक फिल्म के दृश्य के संदर्भ में विश्वसनीय रूप से अनुवादित किया जा सकता है शायद आप कुछ डायनासोर को इधर उधर भागते हुए देखें आपके CGI स्क्रिप्टिंग और संपादन के बाद हो सकता है कि शायद आप उस पुल से कूद रहे हैं या आप विमान से कूद रहे हैं और इसी तरह तो यह मनोरंजन उद्योग में सुरक्षा से है आप गतिविधि की निगरानी भी कर सकते हैं जहाँ आप जा रहे हैं कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं शायद आपके पास कोई व्यक्ति क्षेत्र नहीं है और यदि कोई उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है या शायद गतिविधि सेंसर स्थापित है जो आप हमारे क्षेत्र में नहीं चाहते हैं आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी पहुंच सकेऔर अचानक रात के बीच में कुछ सेंसर बंद हो जाते हैं तो आप इस विचार पर चलते हैं कि चूंकि कोई भी उस क्षेत्र में नहीं है और अचानक कई गतिविधि सेंसर चालू हो रहे हैं तो उस सुरक्षा को भंग करने का मामला हो सकता है तो यह शायद सुरक्षा के क्षेत्र में गतिविधि मॉनिटर के संभावित अनुप्रयोगों में से एक है इसलिए अब IoT आधारित परिदृश्यों पर वापस आ रहे है यह गतिविधि मॉनिटरिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मुख्य रूप से यदि आप रोजमर्रा की जिंदगी में सुरक्षा पहलुओं को मनोरंजन के पहलुओं सामान्य चिकित्सा और मानव निहितार्थ से अलग रखते हैं तो वे बेहतर गुणवत्ता प्रदान करते हैं और वे जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए त्वरित प्रतिक्रिया त्वरित आपातकालीन कार्रवाई और अन्य प्रणाली का वादा करते हैं और वे विभिन्न दुर्घटनाओं के खिलाफ मनुष्यों की रक्षा करते हैं अब मान लीजिए कि ड्राइविंग करते समय एक व्यक्ति एक गतिविधि मॉनिटर पहन रहा है जो सामान्य रूप से आपातकालीन स्थिति में कुछ आपातकालीन नंबरों के साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों को सचेत करता है इसलिए व्यक्ति की सड़क पर एक दुर्घटना हो जाती है और व्यक्ति की गतिविधि में अचानक बदलाव होता है क्योंकि हम मानते है कि व्यक्ति अपनी कलाई पर केवल एक एक्सेलेरोमीटर पहने हुए है और सामान्य सीमा के भीतर एक्सेलेरोमीटर पढ़ने की दो इकाइयां दे रहा है और दुर्घटना के प्रभाव के साथ इन दो इकाइयों का अनुवाद 100 इकाइयों में हो जाएगा तो यह दैनिक गतिविधियों में व्यक्तियों की भारी छलांग होगी इसका मतलब है व्यक्ति को एक बड़ा शारीरिक झटका लगा है कि सेंसर इस तरह के एक असामान्य रीडिंग दे रहा है तो इस तरह से आप नेटवर्क के द्वारा डिवाइस पर अपने सिस्टम के साथ साथ ऑफ़लाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से असामान्य गतिविधियों को उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं कभी कभी यह सेंसर की खराबी के कारण हो सकता है कभी कभी यह विद्युत गड़बड़ी के कारण भी हो सकता है लेकिन कभी कभी यह शायद जीवन के लिए खतरनाक कुछ गंभीर स्थितियों के कारण भी हो सकता है इसलिए एक बार यह असामान्य गतिविधि दर्ज हो जाने के बाद शायद कुछ आपातकालीन नंबरों को सतर्क कर दिया जाए परिवार के सदस्यों को सतर्क कर दिया जाए और उन्हें उन व्यक्तियों के बारे में सूचित कर दिया जाए जो वर्तमान स्थान या अंतिम स्थान से संपर्क थे और तुरंत बचाव दल उस व्यक्ति तक पहुंच जाए और अंततः व्यक्ति बच जाएगा भारी संभावना है कि व्यक्ति जीवित रह सकता है तो एक और बात यह है कि जानकारी को सही और बहुत विश्वसनीय तरीके से प्रदान करना है और आपको गतिविधि की निगरानी पर विचार करते हुए निरंतर निगरानी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है तो विशिष्ट आर्किटेक्चर से यह मानते हैं कि आपके पास यह व्यक्ति है और वह एक से अधिक विअरेबल से लैस है कोई दिल की धड़कन को ट्रैक कर रहा है कोई शरीर के तापमान को ट्रैक कर रहा है कोई कलाई पर गतिविधि को ट्रैक कर रहा है और यह सारा डेटा शायद किसी रिमोट राउटर या एक नेटवर्क सर्वर में भेजा जा रहा है और फिर एक विश्लेषक गतिविधियों का विश्लेषण करता है और कच्चे डेटा को प्रसारित करने के बजाय विश्लेषक विश्लेषण गतिविधियों को विभिन्न कनेक्टेड स्टेशनों तक पहुंचाता है जो एक घर का कंप्यूटर हो सकता है जिस पर परिवार के सदस्य नज़र रख रहे हों शायद एक लैपटॉप या एक मोबाइल कंप्यूटर या यहां तक कि एक क्लाउड या शायद आपके मेडिकल डॉक्टर या सलाहकार आपकी गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं तो यह एक ऑनलाइन बेस मॉडल है हो सकता है कि ऑफ़लाइन आधारित मॉडल के लिए आप एक छोटे से कलाई के आकार में सिंगल कलाई बैंड पर इन सभी चीजों को रख सकते हैं और यह सभी प्रसंस्करण ऑफ़लाइन है जो डिवाइस के भीतर ही हो रही है तो इन के कुछ नुकसान हो सकते हैं और अनुप्रयोग प्रतिबंधित हो सकते हैं लेकिन हां मान लीजिए कि आप जॉगिंग के लिए जा रहे हैं और आप हर गणना की तरह इन ऑफ़लाइन मॉडल का उपयोग कर सकते हैं और सब कुछ डिवाइस पर ही किया जा रहा है तो आप अपना दिल की दर का ध्यान रख सकते हैं और यह आपको एक विश्लेषण देगा कि क्या आपको जॉगिंग के दौरान धीमा होने की आवश्यकता है या तेजी लाने की आवश्यकता है और गतिविधि निगरानी के ऐसे कई अनुप्रयोग हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके कुछ फायदे हैं सबसे पहले आपकी गतिविधि की निरंतर निगरानी से मानव व्यवहार का दैनिक अवलोकन होगा और गतिविधियों में दोहराव पैटर्न होगा इसलिए कुछ गतिविधियों को सामान्य करने से पहले आपके चलने का पैटर्न आपका चलने का तरीका जिस तरह से आप बैठते हैं वह आपकी मूल शारीरिक भाषा है हर व्यक्ति के लिए भिन्न होता है जो कि ऊंचाई के कारण भिन्न हो सकते हैं वजन के कारण भिन्न हो सकते हैं कुछ पिछली चोट के कारण भिन्न हो सकते हैं कुछ वर्तमान चोट और कई कारण हैं जिनसे भिन्नता हो सकती है तो आपको विश्वसनीय परिणाम उत्पन्न करने के लिए सिस्टम की निरंतर निगरानी और निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है और यह दोहरावदार पैटर्न भी उत्पन्न करेगा मान लीजिए अगर आप दौड़ना टहलना जॉगिंग जैसी सामान्य गतिविधियों के लिए जा रहे हैं या शायद बैठे हुए ड्राइविंग करें तो उनके पास स्पष्ट मार्कर हैं जिन्हें वे आसानी से लागू कर सकते हैं लेकिन क्या होगा यदि आपके पास कुछ विशेष गतिविधियां हैं जैसे कि आप अपना दाहिना पैर उठाते हैं या अपना बायाँ पैर को उठाते हैं तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है तो आपको इन के बीच अंतर करने की आवश्यकता होती है इस तरह की क्षणिक गतिविधियां जो आपको अपने सिस्टम में खोजने की जरूरत है इसे केवल व्यक्तिगत विषयों से लंबी अवधि में डेटा संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है अब इन सेंसरों का एक और फायदा आसान एकीकरण है और इन लोगों के सेंसरों के साथ तेजी से लैस होने का समय है फिर आपके पास दीर्घकालिक निगरानी उपलब्ध है क्योंकि ये बहुत कम बिजली की खपत करते हैं तो आप दिनों के लिए गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं फिर सामान्य सेंसर और बुनियादी संभाल उपकरणों का उपयोग करके आप सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं जो गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं आप इसका विकल्प चुन सकते हैं या तो स्मार्टफोन या आप एक मूल प्रोसेसर से जुड़े एक्सेलेरोमीटर के लिए जा सकते हैं और शायद एक वाई फाई रेडियो या आप गायरोस्कोप्स के लिए जा सकते हैं जो आपको रीडिंग देता है तो आपके पास जीपीएस है और आपके पास कई सेंसर हो सकते हैं आप सेंसर को बढ़ा सकते हैं लेकिन अंत में आप जितने अधिक सेंसर बढ़ा रहे हैं उतनी ही आपके डिवाइस की बिजली मांग बढ़ती जा रही है और उतना ही महंगा आपका डिवाइस बन जाता है और इससे अधिक मात्रा में डेटा उत्पन्न होगा तो ये गतिविधि की निगरानी में सेंसर के उपयोग के प्लस और माइनस बिंदुओं में से कुछ हैं तो मुख्य रूप से आपको उन सेंसरों की संख्या को सीमित करने की आवश्यकता है जिन्हें आप एक चर पर शामिल करते हैं ताकि यह हल्का हो यह पोर्टेबल हो और यह कम बिजली की मांग करे इसलिए कुछ बुनियादी मानवीय गतिविधियाँ जो ये बाज़ार में उपलब्ध उपकरण हैं कर सकते हैं वे चाल चलन में भेद कर सकते हैं वे इशारों में भेद कर सकते हैं जैसे कि वे उन क्रियाओं के लिए जिन्हें वे कूदते हुए या चाहे एक व्यक्ति लेट रहा हो या बैठे हुए और क्या इशारे हो सकते हैं एक व्यक्ति अपने पैरों को पकड़ रहा है अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों को हिला रहा है और मान लें कि कोई व्यक्ति नृत्य कर रहा है तो इसे एक कार्रवाई माना जाएगा लेकिन इसमें इशारों को भी शामिल किया जाएगा तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति शांति से नाच रहा हो या कोई व्यक्ति आक्रामक रूप से नाच रहा होविभिन्न इशारों का उपयोग करके आप यह पता लगा सकते हैं व्यक्ति इशारों का उपयोग करके किसी व्यक्ति के इरादे का अनुमान लगा सकता है जो व्यक्ति प्रदान कर रहा है शायद कोई व्यक्ति धमकी दे रहा है कोई व्यक्ति किसी और को खुश करने की कोशिश कर रहा है आदि इसलिए आपके पास मौजूद कुछ बुनियादी सेंसर या तो गतिविधियों के वीडियो या छवि आधारित निगरानी के लिए जा सकते हैं जो बहुत गहन प्रसंस्करण है तो आप स्मार्टफोन आधारित गतिविधि मॉनिटर के लिए जा सकते हैं आप बहुत सारे सेंसर इनबिल्ट सेंसर शामिल कर सकते हैं लेकिन आपके फोन को बहुत सारा डेटा उत्पन्न करना होगा और फिर आपके पास यह सामान्य गतिविधि ट्रैकर बैंड होता है जहां सेंसर असीमित और शक्ति काफी प्रतिबंधित होते हैं इसलिए एक बार जब आपका डेटा सेंसर से एकत्र किया जाता है तो वह कैमरे पर होना चाहिए स्मार्टफोन सेंसर में होना चाहिए सामान्य स्टैंडअलोन सेंसर में होना चाहिए आगे क्या है आपको इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए कुछ साधन या तरीके खोजने होंगे आम तौर पर ये डेटा बहुत लंबे होने वाले होते हैं इसमें त्रुटियां होंगी या स्टेटिस्टिकल रूप से कहें तो आउटलेट्स होंगे यह सेंसर रीडिंग में त्रुटियों के कारण हो सकता है जो कि सेंसर में उतार चढ़ाव के कारण हो सकता है सेंसर के कुछ आकस्मिक मामूली आकस्मिक टक्कर मान लें कि आप अपनी गतिविधि ट्रैकर बैंड पहनने वाले हैं और अचानक यह जमीन पर गिर जाता है व्यक्ति खड़ा है फिर भी व्यक्ति ठीक है लेकिन सेंसर गिर गया है इसलिए यह गतिविधि की निगरानी प्रणाली में एक बड़ा झटका दर्ज करेगा तो इन प्रकार की गलत भविष्यवाणियों से बचा जा सकता है और हम उन्हें आउट लेयर्स के रूप में नाम देंगे जो डेटा के सामान्य सांख्यिकीय व्यवहार से परे है तो आपके पास उत्पन्न डेटा का सांख्यिकीय विश्लेषण है आम तौर पर वे सेंसर डेटा पर काम करते हैं फिर आपके पास मशीन लर्निंग आधारित विश्लेषण होता है फिर वे सेंसर डेटा शायद मशीन लर्निंग पर काम करते हैं छवि प्रसंस्करण के साथ आप वीडियो और छवि डेटा का विश्लेषण करने के लिए उपयोग कर सकते हैं यह डीप लर्निंग आधारित दृष्टिकोण है आप सामान्य सेंसर डेटा का उपयोग कर सकते हैं आप छवि डेटा का उपयोग कर सकते हैं आप वीडियो आधारित डेटा के लिए भी जा सकते हैं इसलिए कहीं न कहीं पिछली स्लाइड्स में मैं पहले ही इस पर चर्चा कर चुका हूं लेकिन मुख्य रूप से आपकी गतिविधि की निगरानी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है एक स्थान की तरह है तो दूसरा नेटवर्क बेस है इसलिए मैं डिवाइस पर गतिविधि की निगरानी या डेटा के प्रसंस्करण को एक जगह दृष्टिकोण के रूप में कह रहा हूं इसलिए आपकी मॉनिटरिंग डिवाइस पर की जाती है चूंकि आप डिवाइस पर होने वाली गतिविधियों का निदान कर रहे हैं इसलिए खुद को प्रोसेसर की आवश्यकता होगी प्रोसेसर को सेंसर डेटा को प्रोसेस करना होगा और कुछ अलर्ट जेनरेट करना होगा तो यह निश्चित रूप से बिजली की मांग या शक्ति गहन होने जा रहा है और आम तौर पर कोई नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन हां आप स्पष्ट रूप से नेटवर्क कनेक्शन का विकल्प चुन सकते हैं इसलिए यहां तक कि अगर आप जगह उपकरणों में नेटवर्क के लिए जाते हैं तो अतिरिक्त शक्ति का अनावश्यक अपव्यय होगा अगला आपका नेटवर्क आधारित सिस्टम है तो ये मुख्य रूप से बड़े और प्रसंस्करण गहन तरीकों जैसे डीप लर्निंग के कार्यों कंप्यूटर दृष्टि आधारित कार्य मशीन लर्निंग के कार्य और इसी तरह प्रसंस्करण के उद्देश्य से हैं समूह आधारित विश्लेषिकी संभव है कि आप और आपके 20 दोस्तों का समूह शायद पहाड़ी पर या कहीं इलाके में हैं तो अचानक एक या दो सदस्य पिछड़ने लगते हैं इसलिए जब से आप अपने आप को बहुत थका हुआ मानते हैं आप उस खुरदरे इलाकों को नहीं जानते हैं लेकिन आप अपने दोस्त की स्थिति के बारे में नहीं जानते हैं तो आपका गतिविधि ट्रैकर आपके समूह को बताएगा कि आपका समूह इस औसत वेग से आगे बढ़ रहे हैं जबकि इस समूह की दो इकाइयाँ या दो व्यक्ति पीछे चल रहे हैं तो शायद वे कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं या वे शायद कुछ चिकित्सा स्थिति का सामना कर रहे हैं और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है तो हम इसे समूह आधारित विश्लेषण कहते हैं तो इस एक नेटवर्क आधारित दृष्टिकोण में आप समूह आधारित विश्लेषण के लिए जा सकते हैं जाहिर है अधिकांश प्रसंस्करण और डेटा एक सर्वर पर लोड होता है और केवल आपके पास एक वायरलेस रेडियो और आपके शरीर पर एक सेंसर होता है तो यह कम बिजली की खपत होगी और इसके अलावा आपको सर्वर से बनाए रखने के लिए औसत से अच्छे नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होगी जिसके लिए आप अपना डेटा गतिविधि निगरानी के लिए भेज रहे हैं तो वे अलग अलग दृष्टिकोण हैं इसलिए मुझे आशा है कि इस केस स्टडी के लिए गतिविधि की निगरानी के बुनियादी महत्व को स्थापित किया गया है अगले भाग में हम स्मार्टफोन बेस सेंसर का उपयोग कैसे कर रहे हैं और इसे एक नेटवर्क से जोड़कर और इसे ठीक से विज़ुअलाइज़ कैसे करते हैं जानेंगे